इस कोर्स माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट Microwave Integrated Circuit' के एक अन्य मॉड्यूल में आपका स्वागत है हम यहां हैं हम सप्ताह 2 से शुरू कर रहे हैं पिछले मॉड्यूल में हमने माइक्रोवेव कंपोनेंट्स को कवर किया था और इस मॉड्यूल में हम माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन को कवर करने जा रहे हैं जो मैचिंग है अब हम पिछली कक्षाओं में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि मैचिंग क्या है मैं आपको एक बार याद दिला दूँ की मैचिंग क्या होती है तो मैचिंग हमने देखी यदि आपके पास एक लोड जुड़ा हुआ है और यदि यह लोड एक ट्रांसमिशन लाइन या किसी अन्य नेटवर्क द्वारा सप्लाई किया जाता है जिसमें कैरक्टरस्टिक्स इम्पीडेन्स Z0 है और एक इंसिडेंट वेव AL और एक रेफ्लेक्टेड वेव BL है हमारे लोड ZL को एक कैरक्टरस्टिक्स इम्पीडेन्स Z0 वाली ट्रांसमिशन लाइन से अच्छी तरह मैच्ड कहा जाता है अगर BL 0 के बराबर है यह भी है इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि गामाL 0 के बराबर है अब गामा L हम जानते हैं कि ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0 के बराबर है इसलिए तब यह भी 0 के बराबर होना चाहिए और यह 0 होने का मतलब ZL को ZS के बराबर होना चाहिए तो अब यह बेसिक मैचिंग का प्रॉब्लम है फिर भी जब देखें ट्रांसमिशन लाइन या जो भी डिवाइस जिसे हम ट्रांसमिशन के एन्ड से कनेक्ट करते हैं लोड के एन्ड तक यदि ये कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं तो तो ये मैच होती हैं लेकिन फिर अक्सर ऐसा होता है कि यह केवल एक विशेष फ्रेक्वेंसी के लिए सच होता है सभी फ्रेक्वेंसीज़ के लिए नहीं तो इस स्थिति में अगर हम यह कहना चाहते हैं कि इस लोड को कई प्रकार की फ्रेक्वेंसीज़ से मैच करना चाहते हैं न की सिर्फ एक फ्रेक्वेंसी से फिर हम क्या करें इसलिए ये ब्रॉडबैंड मैचिंग कहलाती हैं इसका मतलब है कि फ्रेक्वेंसीज़ की एक वाइड रेंज से मैचिंग अब इस ब्रॉडबैंड मैचिंग को समझने की पहली चीज़ पहला एलिमेंट जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है वह है क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मिंग जिसकी हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी तो एक बार फिर आइए फिर से क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर पर वापस जाएँ याद करें कि हमने क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर के लिए एक्सप्रेशन कैसे निकाली थी इम्पीडेन्स D लंबाई और Z0 कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स का ट्रांसमिशन लाइन का इनपुट इम्पीडेन्स और हमारे पास लोड ZL है जैसा कि दिखाया गया है फिर इनपुट इम्पीडेन्स Z D Z in D को इस एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया है अब जब यह एक्सप्रेशन जब हमारे पास एक लम्बाई D होती है जो लैम्ब्डा बाई 4 है या दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रिकल एंगल बीटा D बराबर है 2 pi अपॉन लैम्ब्डा जिसे लैम्ब्डा बाई 4 से गुणा किया जाता है जो 52 का कुल इलेक्ट्रिकल एंगल बनाता है इसलिए क्वार्टर वेव लेंथ को दोनों तरीको से परिभाषित किया जा सकता है यदि लंबाई D लैम्ब्डा अपॉन 4 के बराबर है या ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई का इलेक्ट्रिकल एंगल pi बाई 2 है जब हम पिछली एक्सप्रेशन में सब्स्टीट्यूट करते हैं जो मैंने अभी लिखा था तो हम ये देखते हैं फिर हमें जो मिलता है वह Zn बराबर है Zin के D बराबर है लैम्ब्डा अपॉन 4 के जो की बराबर है Z 0 स्क्वायर अपॉन ZL के और इससे मैंने कहा कि यह एक्सप्रेशन है यह एक इनवर्स एक्सप्रेशन है मेरा मतलब है कि अगर ZL शार्ट है तो Zin ओपन होगा या यदि ZL ओपन होगा तो Zin शॉर्ट दिखाई देगा और फिर हमने यह भी चर्चा की कि मान लें कि हम कनवर्ट करना चाहते हैं हम कहते हैं हमारे पास दो वैल्यूज ZG और ZL हैं और यदि आप ZL को ZG में परिवर्तित करना चाहते हैं तब हम एक क्वार्टर वेव लेंथ क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर चुनते हैं जिसमें ZG अपॉन ZL द्वारा दी गई कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स Z0 होती है यहाँ निश्चित रूप से ZL और ZG दोनों को रियल होना चाहिए तो यह एक क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का बेसिक एक्सप्रेशन है और अब जब हम जानते हैं कि एक क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का बेसिक एक्सप्रेशन क्या है अब हम क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखते हैं क्योंकि यह क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर किसी विशेष फ्रीक्वेंसी पर ही ट्रांसफॉर्मेशन करेगा जिस फ्रीक्वेंसी के लिए यह क्वॉर्टर वेव ट्रांसफॉर्मर है न कि अन्य किसी फ्रीक्वेंसी के लिए अब हम क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर की फ्रिक्वेंसी रिस्पांस देखते हैं इसका कारण यह है कि हम यह देखना चाहते हैं कि इस फ्रिक्वेंसी से एक छोटी सी ऑफसेट से क्या होता है जिसके लिए ट्रांसमिशन लाइन एक क्वार्टर वेव होती है इसलिए यदि हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं जब हम अपनी एक्सप्रेशन पर वापस जाते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास लोड RL से जुडी हुई एक ट्रांसमिशन लाइन है माना कि हमारे पास एक निश्चित फ्रिक्वेंसी F 0 पर एक क्वार्टर वेवलेंथ ट्रांसफार्मर है तो यह फ्रिक्वेंसी F 0 पर लैम्ब्डा बाई 4 है और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स के बराबर है ठीक है तो छोटे ऑफसेट्स के लिए ZE को Z2 RL प्लस JZ2 टेन ऑफ़ बीटा1 अपॉन Z2 plus JRL टेन ऑफ़ बीटा L के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Z2 Z1 और RL का स्क्वायर रुट है तो Z 1 वह वैल्यू है जिसके लिए हम लोड RL को उस फ्रिक्वेंसी पर परिवर्तित करते हैं जिसके लिए ट्रांसमिशन लाइन एक क्वार्टर वेवलेंथ है तो अब अगर हम सब्स्टीट्यूट करते हैं यहाँ Z1 बराबर है Z 2 स्क्वायर अपॉन RL के या इनपुट इम्पीडेन्स की वैल्यू F पर बराबर है FCL के अब इस एक्सप्रेशन के साथ यदि हम वापस जाते हैं नहीं अगर हम Zin के लिए वापस एक्सप्रेशन पर जाते हैं तो यह आता है हम इसे इस तरह लिख सकते हैं Z1 द्वारा न्यूमेरटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके हम अपनी एक्सप्रेशन को इस तरह लिख सकते हैं अब यहाँ यह एक्सप्रेशन I बाई 2F वास्तव में बीटा L की वैल्यू है बीटा रिकॉल 2 pi अपॉन लैम्ब्डा के बराबर है लेकिन तब L लैम्ब्डा 0 अपॉन 4 के बराबर है जहां लैम्ब्डा 0 फ्रीक्वेंसी F0 से मेल खाती है जिसके लिए हमारी ट्रांसमिशन लाइन क्वार्टर है क्वार्टर वेव लेंथ है तो लैम्ब्डा करंट फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ है यह है कि यह लैम्ब्डा 0 के बराबर नहीं भी हो सकती है यह एक फ्रीक्वेंसी के लिए हो सकती है जिसे F 0 से थोड़ा दूर शिफ्ट किया गया है और यह pi अपॉन 2 F अपॉन F0 के बराबर है फिर Zin क्षमा करें मैंने पूरी एक्सप्रेशन नहीं लिखी है मैं इसे काट दूंगा मैं इसे एक बार करूंगा ताकि मैं इसे एक बार फिर से लिख सकूं Z2 RL अपॉन R1 प्लस J स्क्वायर रुट ऑफ़ RL अपॉन Z1 के बराबर है टैन ऑफ़ 52 F अपॉन F0 यह पूरा अब ठीक है तो चूँकि मैं Zin के बारे में जानता हूँ कि अब में गामा इन की एक्सप्रेशन निकाल सकता हूँ गामा इन इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट को Zin माइनस 1 अपॉन Zin प्लस 1 से दिखा सकते हैं और इसके बाद कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स के बाद ये एक्सप्रेशन आती हैं और फिर अगर मैं मैग्नीट्यूड के लिए एक एक्सप्रेशन लिखता हूं अगर उसमें यह गामा इन सामने आता है तो यह मेरी एक्सप्रेशन है इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट के मैग्नीट्यूड पर गामा इन के लिए अगर मैं ये एक्सप्रेशन प्लॉट करता हूँ तो मुझे जिस तरह का ग्राफ मिलता है वह यह है F0 इक्वल टू F के लिए इनपुट इम्पीडेन्स Z1 है इसलिए गामा इन 0 के बराबर है यह एक सरल परिभाषा है अब यह पूरी एक्सप्रेशन यहां दोहराई गई है F0 के हर ऑड मल्टीपल्स के लिए इसे दोहराया जाता है और इवन मल्टीपल्स के लिए आप देखते हैं कि गामा मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है और यह गामा L की वैल्यू से दिया जाता है जो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है वह गामा L के बराबर है यदि आप गामा L की वैल्यू बदलते हैं या हम कहें कि गामा L की वैल्यू बदलते रहते हैं फिर क्या होता है यदि हम गामा L की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारा ग्राफ इस तरह बदलता है मतलब की हम अपने ZL को बदलते हैं ताकि गामा L बढ़ता है लेकिन गामा L की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी जिसे हम बढ़ा नहीं सकते हैं और इतना ही हम आगे कोई बदलाव नहीं कर सकते हम केवल अपना ZL बदलते रह सकते हैं ताकि हमारा गामा L बदल जाए और इस तरह बैंडविड्थ को कंट्रोल किया जा सकता है इसलिए अब जब मैं टर्म बैंडविड्थ का उल्लेख करता हूं तो मैं इसे डिफाइन करता हूँ की यह क्या है इम्पीडेन्स मैचिंग के मामले में बैंडविड्थ का कांसेप्ट सामान्य 3 डीबी बैंडविड्थ से थोड़ा अलग है हम फिल्टर से परिचित हैं मान लीजिए कि मैं एक निश्चित वैल्यू गामा N लेता हूं और मेरी यह गामा N के मैग्नीट्यूड की वैल्यू किसी भी समय इस गामा M से नीचे है तो वह फ्रीक्वेंसी रेंज जिस पर मैग्नीट्यूड गामा F के लिए है जैसे कि गामा का मैग्नीट्यूड गामा N की तुलना में कम है मैं उसे फ्रीक्वेंसी रेंज कहता हूं या डेल्टा F कहता हूं डेल्टा F को एक बैंडविड्थ कहा जाता है अब यह 2 F0 भी लंबाई pi से मेल खाती है F0 जैसा कि हम जानते हैं कि एक क्वार्टर वेव 572 इलेक्ट्रिकल लेंथ की है और यह 3 pi अपॉन 2 से मेल खाती है कुछ निष्कर्ष तक हम पहुँच सकते हैं ठीक है एक चीज जो हमने देखी थी वह यह थी कि यदि हम गामा L की वैल्यू बढ़ाते हैं तो बैंडविड्थ वास्तव में घट जाती है ऐसा ही है ना क्योंकि यह नैरो हो जाता है बैंडविड्थ गामा L में वृद्धि के साथ घट जाती है और दूसरी चीज जो हम देखते हैं वह यह है कि इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी का पीरियाडिक फंक्शन है और एक परफेक्ट मैच मिलता है जहां भी हमारे पास ये ट्रफ्स हैं यह F0 का ऑड मल्टीपल है अब हमने परिभाषित किया है कि बैंडविड्थ क्या है हमने कहा कि जब भी इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट का मैग्नीट्यूड यदि गामा M की निश्चित वैल्यू से कम होता है जो कि हम स्वयं कहते हैं कि हमने डिफाइन किया है फिर ये इस तरीके से जुड़ता है उन फ्रीक्वेंसीज़ की रेंज जिनके लिए गामा M की वैल्यू गामा इन क्षमा करे गामा इन का मैग्नीट्यूड गामा N की तुलना में कम है बैंडविड्थ है क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर की बैंडविड्थ तो अब अगर हम एक बार फिर से अपने कर्व पर वापस जाते हैं तो हमारे पास F है यह मैग्नीट्यूड गामा E है यह वह कर्व है जिसे हमने अभी देखा है और ये F0 3 F 0 की वैल्यूज हैं यह 3F0 है और अब मैं इस तरह से कुछ वैल्यूज गामा E गामा N को डिफाइन करता हूं और इसलिए इस पॉइंट को जहां फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जिसके लिए इनपुट गामा N मॉडुलस गामा M के बराबर है मैं उसे इलेक्ट्रिकल एंगल थीटा M कहता हूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि पॉइंट F 0 पर थीटा पाई बाई 2 होगा और 2F0 पर थीटा पाई के बराबर होगा 3F0 पर थीटा 3 पाई बाई 2 के बराबर होगा यह हमने अभी चर्चा की है अब स्पोकन बैंडविड्थ डेल्टा F ट्वाइस ऑफ़ pi बाई 2 माइनस थीटा M के बराबर है या हम यह कह सकते हैं कि मुझे यह लिखना चाहिए था मुझे यह एक डेल्टा थीटा लिखना चाहिए था डेल्टा थीटा जो डेल्टा F से मेल खाती है इसलिए मैं यहाँ डेल्टा थीटा भी लिख सकता हूँ डेल्टा थीटा ट्वाइस ऑफ़ pi बाई 2 माइनस थीटा M के बराबर है क्योंकि यह pi बाई 2 है यह pi बाई 2 माइनस थीटा है जिसका दुगना डेल्टा थीटा है और यह थीटा M इस रिलेशनशिप से मिलता है cos थीटा M बराबर है गामा M ओवर 1 माइनस गामा M स्क्वायर के ठीक है इसलिए हम थीटा एम का पता लगाते हैं और वहां से हम डेल्टा थीटा के वैल्यू का पता लगा सकते हैं और हमारे पास एक टर्म फ्रॅक्शनल बैंडविड्थ है तो मैं डिफाइन करता हूँ की फ्रॅक्शनल बैंडविड्थ क्या है फ्रॅक्शनल बैंडविड्थ को इस रेश्यो के रूप में डिफाइन किया गया है जिसे मैं डेल्टा थीटा अपॉन pi बाई 2 के बराबर लिख सकता हूं और जो कि ट्वाइस ऑफ़ pi बाई 2 माइनस थीटा M अपॉन pi बाई 2 के बराबर है जो 2 माइनस 4 थीटा M अपॉन pi निकलता है अब जिस तरह से आमतौर पर ये डिज़ाइन होते हैं यह है कि आपको गामा N की वैल्यू दी जाती है जिसमें से आपको थीटा M की वैल्यू पता चलती है और जहाँ से आप फ्रैक्शनल बैंडविड्थ डाल सकते हैं तो यह अधिकतम फ्रैक्शनल बैंडविड्थ है जो एक क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर से संभव है अब यह मॉड्यूल ब्रॉडबैंड इम्पीडेन्स मैचिंग पर निश्चित रूप से था और हम देखते हैं कि एक क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर के साथ आप केवल एक निश्चित बैंडविड्थ प्राप्त कर सकते हैं आप बैंडविड्थ बढ़ाते नहीं जा सकते आप गामा L को बढ़ाकर या गामा L को कम करके बैंडविड्थ बढ़ा सकते हैं आप बैंडविड्थ बढ़ा सकते हैं लेकिन कुछ सीमाएं हैं अब हमेशा हमारी आवश्यकता समान नहीं हो सकती है कि क्या है क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर द्वारा क्या दिया जा सकता है तो फिर हमें एक और अधिक बैंडविड्थ प्राप्त करने के लिए अन्य मार्क अप्स को देखना होगा इस तरह की विधि को ट्रांसमिशन लाइन के एक सेक्शन से नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ ट्रांसमिशन लाइनों के कई सेक्शंस द्वारा प्राप्त किया जाता है इसलिए इसे मल्टी सेक्शन कहा जाता है इस तरह की स्ट्रक्चर को मल्टी सेक्शन इम्पीडेन्स मैचिंग सर्किट या मल्टी सेक्शन ब्रॉड बैंड मैचिंग सर्किट के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसे हम अगले मॉड्यूल में शामिल करेंगे